NPTEL पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है हम परबोलॉइड रिफ्लेक्टर सिस्टम पर चर्चा को जारी रखे हुए हैं मने फ़ीड विकिरण पैटर्न से अपर्चर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा है अब हम इस पूरे सिस्टम की डिरेक्टिविटी देखेंगे इसका मतलब है एपर्चर डिरेक्टिविटी वास्तव में हम पिछले कुछ व्याख्यानों से जानते हैं कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म विधि द्वारा यह साबित कर दिया है कि लीनियर पोलेराइज़ेशन के साथ एक समान कांस्टेंट फेज अपर्चर फील्ड के लिए विकिरणित फ़ील्ड को E द्वारा दिया गया है जो j k0 e to the power minus j k0 r by 2 pi r के बराबर है aθ fx cos phi plus fy sin phi plus aϕ cos theta fy cos phi minus fx sin phi यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं अब हमारा एपर्चर त्रिज्या a के साथ वृतीय है z बराबर 0 प्लेन के लिए तो हम को लिख सकते हैं कि हमारा एपर्चर क्षेत्र E0 ay लिनरली पोलरिज़्ड यूनिफार्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसे मान रहे हैं अब हमने देखा है कि क्या यह प्रॉब्लम है लेकिन पहले हमें डिरेक्टिविटी देखने दो इसका मतलब है कि हम अधिकतम क्या प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इस एकसमान क्षेत्र का बना कर सकते हैं तो स्वेच्छा से मैंने y पोलरिज़्ड क्षेत्र को किसी सिंगल पोलेराइज़ेशन में लिया है तो यह x square plus y square less than equal to a square is the circle circular disc and 0 otherwise के लिए मान्य है तो इस उद्देश्य के साथ मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म ft क्या होगा ft E0 ay होगा और फिर एपर्चर पर e to the power यह 1 है 1 into e to the power j kx e to the power j ky y dxdy अब इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए यह इंटीग्रल मूल्यांकन इतना आसान नहीं है इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा इसलिए चूंकि यह एक गोलाकार डिस्क है जिससे हम पोलर कॉर्डिनेट्स का परिचय देते हैं लेकिन चूंकि यह अपर्चर है इसलिए यहां हम कहते हैं कि पोलर कॉर्डिनेट्स ϕ कि जगह ρ है मैं इसे ϕ कहूंगा मुझे ρ को भी कॉल करना चाहिए था लेकिन यह भ्रमित नहीं होगा क्योंकि अन्य फ़ीड्स θ है इसलिए चूंकि इसमें कोई θ नहीं है इसलिए कोई भ्रम नहीं है लेकिन चूंकि इसमें f भी है इसलिए अवलोकन क्षेत्र phi और स्रोत फ़ील्ड phi यही कारण है कि मैं f दिखा रहा हूं अब मेरा ρ क्या है ρ कुछ भी नहीं है root over x square plus y square है तो x rho cos phi dash के बराबर है y rho sin phi dash है और हम kx को भी जानते हैं जो k0 sin theta cos phi और ky k0 sin theta sin phi है तो मैं इसे उस ft एक्सप्रेशन पर रख सकता हूँ इसलिए यह E0 ay हो जाता है फिर 0 to a 0 से 2 pi e to the power j k0 ρ sin theta cos phi minus phi dash ρ d phi dash d rho अब यह चीज e to the power j और कुछ हो सकती है जिसमें यह सीरीज एक्सपेंशन है हर किसी को पता है कि यह एक्सपेंशन बेसेल फंक्शन्स के शब्दों में है इसलिए हम लिख सकते हैं कि यदि मुझे e j some constant into cos phi minus phi dash मिलता है तो बेसेल एक्सपेंशन J0 है जो आप w कह सकते हैं या ओमेगा जो भी हैं यह एक कांस्टेंट है इसका मतलब है j गुणा यह तो J0 omega minus 2J2 omega cos 2 phi minus phi dash minus J4 omega cos 4 phi minus phi dashed आदि तो plus 2j J1 omega cos phi minus phi dash minus J3 omega cos 3 phi minus phi dash plus आदि अगर मैं विभिन्न सबस्क्रिप्ट के लिए Jn omega लिखता हूं तो यह बेसेल फ़ंक्शन है जो सभी इंजीनियरिंग विज्ञान प्रॉब्लम में आता है तो बेसेल फ़ंक्शन J का अर्थ है कि यह प्रथम ऑर्डर का और n मतलब n ऑर्डर का है अब अगर मैं इसे यहाँ रखूँगा तो सौभाग्य से इस cos 2 phi minus phi dash के इंटीग्रेशन से जहाँ phi dash 0 से 2 pi cos 4 तक परिवर्तित हो रहा है तो 0 से 2 pi इंटीग्रेशन तक सब कुछ 0 हो जाता है केवल एक चीज है जो 0 नहीं बनती है वह है J0 omega तो ft E0 ay 0 to a 2 pi J0 के रूप में निकलता है हम देखेंगे कि k0 ρ sin theta rho d rho तो यह zero ऑर्डर के बेसेल एक्सपेंशन का इंटीग्रेशन है तो एक और सूत्र है जो आपकी मदद करेगा तो इस सूत्र से आप यह पता लगा सकते हैं कि यह 2 pi E0 ay 0 to k0 a sin theta J0 k0 rho sin theta k0 rho sin theta by k0 sin theta d of k0 sin theta rho by k0 sin theta हो जाएगा तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अंत में 2 pi a square E0 ay J1 k0 a sin theta by k0 a sin theta बन जाता है अब z अक्ष पर theta 0 है इसलिए k0 sin theta पूरी तरह से 0 है तो इस J0 0 by 0 यह शब्द आपको J0 0 by 0 देगा अब L हॉस्पिटल नियम है इसलिए हमें इन्हें डिफ्रेंसिअट करने दें और फिर लिमिट डालने दें तो यह हिस्सा आपको आधा देता है इसलिए यह pi a square E0 ay बन जाता है z अक्ष पर E प्लेन पैटर्न theta बराबर 0 बराबर pi by 2 होता है इसलिए हमें fy मिलेगा जो pi a square E0 के बराबर होगा और fx 0 के बराबर होगा इसलिए हमारे पास fy है fx हमें ऐसा मिला है हम कह सकते हैं कि E विकिरण वाला क्षेत्र जो कि j k0 to the power minus j k0 r by 2 pi r होगा fy आप डाल सकते हैं या मैं fy aq लिखूंगा तो वह j k0 E0 by 2 pi r e to the power minus j k0 r pi a square aq होगा तो यह शक्ति क्षेत्र होगा अब इस दिशा में प्रति इकाई सॉलिड एंगुलर रेडिएशन इंटेंसिटी की पावर डेंसिटी r square half Y0 Eθ square होगी इसलिए मैं कहूंगा कि पावर रेडिएशन इंटेंसिटी मुझे इसे z अक्ष के साथ रेडिएशन इंटेंसिटी कहने दें जो यह होगी तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह 1 by 8 k0 square E0 square Y0 a to the power 4 हो जाएगा एक और बात हमें कुल विकिरणित बिजली Pr की आवश्यकता है इसके लिए एपर्चर पर पॉइंटिंग वेक्टर into dA अब एपर्चर पर पॉइंटिंग वेक्टर क्या है एपर्चर पर पॉइंटिंग वेक्टर वास्तव में हम यहां कह सकते हैं कि हालांकि एपर्चर बहुत दूर नहीं है लेकिन हम पहले से ही एक समानांतर बीम रख रहे हैं और यह साबित किया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी क्षेत्र की तरह है इसका मतलब है उस n cross आदि तो हम लगभग इसे ले सकते हैं कि यह half Y0 E0 square होगा इसलिए दूर क्षेत्र की तरह यह वहाँ हो जाता है तो अगर यह वहाँ है कुल विकिरणित शक्ति Pr half Y0 E0 square होगा तो क्षेत्रफल 0 से 2 pi 0 से a ρ d rho d phi होगा यदि आप ऐसा करते हैं तो यह half pi a square Y0 E0 square बन जाता है तो अब आप उस डिरेक्टिविटी 4 pi into रेडिएशन इंटेंसिटी 1 by 8 k0 square E0 square Y0 a to the power 4 by total radiated power half pi a square Y0 E0 square की स्थिति में हैं ये आपको देता है और मैं इसे इस तरह लिखूंगा डिरेक्टिविटी 4 pi by lambda not square है इस तरह का एक सरल सूत्र इस तरह का उपयोगी सूत्र है अब यह pi a square का मतलब क्या है एपर्चर फिजिकल एरिया तो एपर्चर फिजिकल एरिया को 4 pi by lambda not square से गुणा किया जा रहा है तो अगर आपके पास 1 मीटर त्रिज्या का डिश है तो 4 pi square आपको लगभग 40 देता है और यदि आप 10 गीगाहर्ट्ज 3 सेंटीमीटर में हैं मतलब 003 into 003 तो 0009 तो मैं 001 कह सकता हूं इसका मतलब है डिरेक्टिविटी 4000 है 1 मीटर त्रिज्या आपको 4000 की डिरेक्टिविटी दे सकती है जो काफी उल्लेखनीय है लेकिन जाहिर है जब हम इतनी डिरेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि वहाँ कोई लॉस नहीं हैं अब वास्तव में लॉस होगा इसलिए कांस्टेंट फेज यूनिफार्म फील्ड के साथ एपर्चर एंटीना से प्राप्त अधिकतम डिरेक्टिविटी फिजिकल एरिया गुणा 4 pi by lambda not square है याद करने में बहुत आसान सूत्र है लेकिन परबोलॉइड एंटीना रिफ्लेक्टर सिस्टम का गेन क्या होगा वह G होगा जो 4 pi by lambda not square into pi a square into efficiencies के बराबर होगा अब ये एफिशिएंसी वास्तव में अंत में हम एफिशिएंसी की एक लंबी सूची देखेंगे प्रारंभ में मैं η लिख रहा हूं η के साथ शुरू करने के लिए मैं दो चीजें कर रहा हूँ ηS ηA बाद में हम अन्य देखेंगे तो मैं ये कहूंगा अब मैं पहले इसे देखूंगा इसके बाद यह फिर अन्य अब इस ηS को इसे स्पिल ओवर एफिशिएंसी कहा जाता है ηA एपर्चर एफिशिएंसी है अब एपर्चर एफिशिएंसी के लिए मुझे थोड़ी सी बात करने की आवश्यकता है क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है अगर मेरे पास एक समान इल्लुमिनेशन है अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फेज इल्लुमिनेशन है अगर मेरे पास एक सिंगल पोलेराइज़ेशन एपर्चर क्षेत्र है तो मुझे डिरेक्टिविटी मिलती है अब एपर्चर एफिशिएंसी इन सभी का उल्लंघन है तो एपर्चर एफिशिएंसी में इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी शामिल होगी क्योंकि हमने देखा है कि एक टेपर है और यह प्रयोग के दृष्टिकोण से वांछनीय है तो इसे ηi से गुणा किया जाएगा तो यह उस फेज में होगा इसलिए हमारे पास समान फेज है हम जानते हैं कि एक फेज एरर होगी इसलिए यह फेज है और मुझे लगता है कि तीसरे पक्ष यह पोलेराइज़ेशन है तो अगली एक नॉन यूनिफार्म चीज़ इसे मुझे टेपर ηx कहने दें तो यह नॉन यूनिफार्म इल्लुमिनेशन के कारण है यह फेज एरर के कारण है नॉन यूनिफार्म फेज के कारण और फिर ηp यह नॉन लीनियर चीज की क्रॉस पोल उपस्थिति है तो स्पिल ओवर एफिशिएंसी यह क्या है स्पिल ओवर एफिशिएंसी है कि फ़ीड से कुछ विकिरण रिफ्लेक्टर द्वारा इंटर्सेप्टेड नहीं किया जाता है क्योंकि रिफ्लेक्टर निश्चित होता है इसमें एक एंगुलर अपर्चर होता है तो यह सभी किरणों को बाधित नहीं कर रहा है इसलिए पावर वहां ख़त्म गई है और निश्चित रूप से तब हम कुल पावर को विकिरणित मान रहे हैं लेकिन अगर वह पावर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो अंततः एपर्चर को वह पावर नहीं मिल रही है तो गेन निश्चित रूप से कम हो जाएगा इसलिए इसे स्पिलओवर लॉस कहा जाता है और एफिशिएंसी गुणक को स्पिल ओवर एफिशिएंसी कहा जाता है तो अब स्पिल ओवर एफिशिएंसी क्या है इसलिए मैं अब स्पिल ओवर एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं ηS रिफ्लेक्टर द्वारा पावर इंटर्सेप्टेड और फ़ीड द्वारा विकिरणित की गई कुल शक्ति का अनुपात है तो यह क्या है पावर इंटर्सेप्टेड का मतलब है कि मेरे पास gθϕ है जो पावर रेडिएशन पैटर्न है sin theta d theta d phi और इसलिए phi 0 से 2 pi और theta 0 से psi by 2 half of the angular aperture है क्योंकि मैं 0 से 2 pi दे रहा हूँ तो यहाँ 0 से psi by 2 तक यह रिफ्लेक्टर द्वारा पावर इंटर्सेप्टेड है और यहाँ 0 से 2 pi 0 से pi g theta phi sin theta d theta d phi यही बस जो स्पिल ओवर एफिशिएंसी है अब आखिरकार हम देखेंगे कि मुझे इस स्पिल ओवर एफिशिएंसी को खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है या यह हम संयुक्त रूप से बाद में देखेंगे कि यहां क्या होता है असल में दूसरों को अलग अलग किया जा सकता है लेकिन ये दोनों शारीरिक रूप से मैंने समझाया था कि अगर मैं यूनिफार्म इल्लुमिनेशन चाहता हूं तो स्पिलओवर बढ़ता है मैंने पहले कहा था कि सबसे अच्छा इल्लुमिनेशन sec to the power 4 theta by 2 था लेकिन यह बहुत ज्यादा a देता है तो ये दोनों कपल्ड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करता है इसलिए हम ऐसा करने की कोशिश करने के बजाय संयुक्त रूप से इसे अधिकतम करेंगे अब इसके लिए बजाय इसका मूल्यांकन करने के आगे मैं क्या करता हूं मैं फ़ीड की डिरेक्टिविटी को यहां रखना चाहता हूं इसका मतलब है यह यहां विकिरण पैटर्न है यहां मैं फ़ीड की डिरेक्टिविटी को रखना चाहता हूं इसलिए Df अब फ़ीड की डिरेक्टिविटी क्या है मुझे फ़ीड की डिरेक्टिविटी Df लिखने दो इसकी अभिव्यक्ति क्या होगी 4 pi g00 by total radiated power by feed तो आप देखते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन कुल विकीर्ण शक्ति by फ़ीड यह हर है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ηS Df है फिर 0 to 2 pi 0 to psi by 2 gθϕ वास्तव में यह 4 pi g00 sin theta d theta d phi आएगा मैं इसे यहीं छोड़ता हूं अब अगला मैं शुरू करता हूं मैं इसका उपयोग करूंगा जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि मैं संयुक्त रूप से करूंगा इसलिए मैं इसे एपर्चर एफिशिएंसी ηA के लिए एक एक्सप्रेशन खोजने के बाद करूँगा तो यह एपर्चर एफिशिएंसी कौन देता है पहले मैं एपर्चर में एक टेपर विद्युत क्षेत्र है फिर एपर्चर क्षेत्र के लिए नॉन कांस्टेंट फेज और फिर अवांछित क्रॉस पोलरिज़्ड फील्ड की उपस्थिति है तो वास्तव में यह एक्सप्रेशन उपलब्ध है या इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यह प्रकृति में अधिक गणितीय होगा तो मैं लिख सकता हूँ η ηi है इसे इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी कहा जाता है तो नॉन कांस्टेंट फेज फेज एरर एफिशिएंसी है और क्रॉस पोलरिज़्ड चीज ηx है तो यह इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी है यह फेज एरर एफिशिएंसी है यह क्रॉस पोलरिज़्ड एफिशिएंसी है इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं कुछ चीजों की लंबी सूची है इसलिए हम मानते हैं कि इस इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी जो ηp और ηx है वे एक ही है बाद में हम उनके मान डालेंगे इस प्रकार इस धारणा के तहत इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है यदि किसी में दिलचस्पी है जिसे हम देख सकते हैं तो पाठ्यक्रम पृष्ठ में हम इस एक्सप्रेशन को अपलोड कर सकते हैं लेकिन आखिरकार हमें जो जरूरत है वह है ηi इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी जो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाती है यह एक्सप्रेशन है जो इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी के लिए प्राप्त की जाती है अब यदि आप इस एक्सप्रेशन पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको एक चेक दे सकता हूं यूनिफार्म एपर्चर फील्ड के लिए हमें चाहिए कि g theta phi sec 4 theta by 2 के समानुपाती होना चाहिए इसे इस एक्सप्रेशन gθϕ में डालें और ηi 1 होना चाहिए फिर यह एक्सप्रेशन निकालने का अप्रत्यक्ष तरीका होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप इसे वहां डालेंगे तो आप देखेंगे कि यह sec square theta by 2 tan theta by 2 d theta हो जाएगा यह पूरी बात सामने आएगी क्योंकि gθϕ phi से स्वतंत्र है तो phi इंटीग्रेशन आपको 2 pi देगा और यहां आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि उस धारणा के तहत g theta phi sec 4 theta by 2 है यह η एक्सप्रेशन 4f square by a square tan square pi by 4 हो जायेगा पहले से ही हमने पहले ही a का मान निकल लिया है जब हमने rho निकाला था कि rho 2f tan pi by 4 के बराबर है तो उस a का मान डालिए ηi 1 हो जाता है तो यह एक्सप्रेशन सही है तो अब हम देखेंगे कि इनको कैसे जोड़ तोड़ करना है जिसे हम संयुक्त रूप से देखेंगे अगर हम इस दो एक्सप्रेशन को रखते हैं ηA और ηS लेकिन यह हम अगली कक्षा में देखेंगे तो हमने अब इल्लुमिनेशन एफिशिएंसी का पता लगा लिया है इसका मतलब यह है कि मैंने यह सूत्र दिया है और स्पिल ओवर एफिशिएंसी हमने प्राप्त की है इसलिए अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कि एक इंजीनियर के रूप में उसको कैसे हल करें धन्यवाद